क्लैरिफिकेशन ऑन द फटिग ग्रोथ मॉडल पिछले कक्षा में मैंने विभिन्न क्रैक ग्रोथ मैकेनिज्मस और फ्रैक्चर मैकेनिज्मस को सूचीबद्ध किया है और इनमें से हमने कुछ को विस्तार से देखा था और फटिग क्रैक में वृद्धि का मॉडल भी देखा था एक छात्र मेरे पास आया और पूछा कि क्या क्रैक शुरू से ही 45 डिग्री पर बढ़ता है आपको इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि व्याख्यान के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं इस संदेह को स्पष्ट करूंगा हम देखेंगे कि हमने फटिग क्रैक ग्रोथ मॉडल में क्या सीखा क्या उल्लेख किया गया था क्रैक टिप के आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक स्ट्रेस के कारण आपके पास प्लास्टिक विरूपण होगा और प्लास्टिक विरूपण की भूमिका क्या है जब आपके पास प्लास्टिक विरूपण होता है तो यह कुछ नहीं बल्कि शियर स्ट्रेस के कारण अटॉमिक प्लेन्स की स्लिप है और हमने विस्तार से देखा था कि एक साधारण टेंशन परीक्षण के केस में आपके पास एक कप और कोन फ्रैक्चर है और मैंने बताया कि आपके पास एक शियर लिप है और यह 45 डिग्री पर होता है और आपको ध्यान में रखना होगा कि यह सब सूक्ष्म पैमाने पर होता है इसे वैचारिक अभिमुल्यन के लिए बहुत अधिक बढ़ाया गया है इसलिए जब मेरे पास क्रैक होता है एक स्लिप होती है और हमारे पास एक मॉडल है की कैसे एक फटिग क्रैक बढ़ता है जैसा एनीमेशन मे है और यह विशुद्ध रूप से उस प्रकार की प्रक्रियाओं पर आधारित है जो क्रैक की वृद्धि से संबद्ध हैं तो यहां आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक मॉडल है जिसे मैक्रोस्कोपिक रूप मे एक समूह मे रखा गया है आप इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या देखते है कल्पना करें कि आपके पास लगभग 2 माइक्रोन के विस्तार में 4 या 5 स्ट्रीएश्न्स होगी तो यह सबमाइक्रोन लेवल है लेकिन यह अत्यधिक आवर्धित है जब आप चित्र को उच्च आवर्धन में देखते हैं तो आप उस तरह के विवरण देख सकते है जिन्हे आप देखना चाहते हैं जब मेरे पास स्लिप होती है जिसे 45 डिग्री पर एक तिरछी रेखा के रूप में दिखाया जाता है तो आपके पास क्रैक लोडेड आवस्था में कुंद हो जाती है भार हटाने पर यह तीक्ष्ण हो जाती है तो यह ओपनिंग और क्लोज़िंग सामग्री पर निशान छोड़ देता है जो स्ट्रीएश्न्स के रूप में दिखाई देते हैं तो आप जो देख रहे है यह सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है क्रैक केवल एक सीधी रेखा के साथ आगे बढ़ता है लेकिन क्रैक कैसे आगे बढ़ता है तो आप कल्पना करने की कोशिश करे इस तरह की प्रक्रिया को देखने में क्या संभावना हो सकती है जो हमारा वास्तव में लक्ष्य हैं तो आप ये कल्पना करते है की क्रैक एक रेखा मे बढ़ता है लेकिन कैसे यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर आगे बढ़ता है आपके पास एक मॉडल है जैसा जैसे हम सामग्री को अधिक से अधिक समझते हैं आप नए मॉडलस का विकास भी पाओगे और यह मॉडल वास्तव में आपको प्रोत्साहन देता है कि फटिग के हर चक्र मे क्रैक की क्रमागत वृद्धि होती है और माइक्रोस्ट्रक्चर पर प्रभाव छोड़ता हैतो यह मॉडल जिसे आप स्वीकार कर सकते हैं तो यह मत सोचो कि डक्टाइल मटेरियल मे क्रैक शुरू से ही 45 डिग्री पर फैलती है वास्तव में पाठ्यक्रम के अंत मे हम कई सिद्धांतों को देखेंगे जो आपको बताएंगे कि किस कोण पर क्रैक किसी दी गई लोडिंग अवस्था के लिए बढ़ेंगा यह मैक्रोस्कोपिक गणना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए इन दो मुद्दों को भ्रमित न हों क्योंकि आप सभी इंजीनियर हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रशिक्षित हैं जहां पर दृश्यावलोकन पर बहुत ज़ोर दिया गया है तो आपको यह देखना है कि यह एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है और आप यह देखने में सक्षम हैं कि जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है तो आप यह देख सकते हैं कि क्रैक में वृद्धि होती है और आप यह भी देखते है कि प्लास्टिक विरूपण के कारण क्रैक कुंद होता है इसे एनीमेशन में दिखाए जाने का प्रयास किया गया है क्रैक टिप कुंद हो जाती है फिर यह तीक्ष्ण हो जाता है तो यह बार बार होता है क्रैक इस रेखा पर आगे बढ़ता है यह 45 डिग्री पर नहीं जाता है यह धारणा ना बनाए स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग हम स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग पर अपनी चर्चा जारी रखते है हमने अंतिम कक्षा में देखा है कि क्रैक स्ट्रेस संक्षारण से बढ़ती है और हमने देखा कि यह एक इंटरग्रेनुलर क्रैक वृद्धि थी यही आप इस माइक्रोग्राफ में देखते हैं और यह 3 मैकेनिज्मस में से किसी एक द्वारा बढ़ सकता है एक एक्टिव पाथ डिस्सॉलयूश्न है दूसरी संभावना हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट है और तीसरी संभावना फिल्म इंडयूस्ड़ क्लैवेज है हम एक के बाद एक ये मैकेनिज्मस देखेंगे ये फिर से वर्णनात्मक हैं तो आपको इन बिंदुओं के उचित नोट्स लेने की आवश्यकता है एक्टिव पाथ डिस्सॉलयूश्न यहाँ क्या होता है एक्टिव पाथ डिस्सॉलयूश्न के केस में अवक्षेपण के कारण ग्रेन बॉउन्ड्रीस करोडेड हो जाती है तो यही प्रक्रिया है वास्तव में क्या होता है लागू स्ट्रेस मुख्य रूप से क्रैक्स को सामने लाता है जिससे क्रैक टिप से संक्षारण उत्पादों के प्रसार मे आसानी होती है जिससे क्रैक टिप को आगे बढ़ने में मदद मिलती है तो यह एक क्रमिक प्रक्रिया है फटिग के केस में पुनरावृत भारण क्रैक मे वृद्धि करता है स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग के केस में एक्टिव पाथ डिस्सॉलयूश्न द्वारा आप संक्षारण के कारण क्रैक में वृद्धि पाते हैं संक्षारक वातावरण के साथ निरंतर स्ट्रेस मे आप क्रैक मे वृद्धि पाते हैं और इस प्रक्रिया से कुछ प्रकार की सामग्री प्रभावित हो जाती है आप यहां पाते हैं इस तरह से ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील संक्षरित हो जाता है और इसमें क्या होता है हमने देखा है कि अवक्षेपण के कारण ग्रेन बॉउन्ड्रीस संक्षारित हो जाती हैं ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के केस में आप ग्रेन बॉउन्ड्रीस के साथ क्रोमियम कार्बाइड का अवक्षेप पाते हैं तो कुल मिलाकर आप SCC में पाते हैं कि क्रैक एक ज़िगज़ैग फैशन में ग्रेन बॉउन्ड्रीस के साथ आगे बढ़ती है आप देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ज़िगज़ैग फैशन के रूप में एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यह एक अलग तस्वीर दे सकता है तो आप भ्रमित न हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है इसके साथ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आप क्या देखते हैं आपको कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि आप सभी इंजीनियरों के रूप में प्रशिक्षित हैं हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट अगली प्रक्रिया हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट है यह एक और संभावना है जिसमे स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग के कारण क्रैक्स में वृद्धि हो सकती हैं और हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्टील अपना डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ खो देता है क्या होता है हाइड्रोजन या मीथेन गैस के आंतरिक दबाव के परिणामस्वरूप होने वाले छोटे क्रैक्स डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ में नुकसान का कारण बनते हैं और फिर ग्रेन बाउंड्री प्रभावित होती हैं तो SCC में क्या अलग है यह ग्रेन बाउंड्रीस का विभिन्न मैकेनिज्मस से प्रभावित होना है यह अवक्षेपन निष्क्रिय पाथ डिस्सॉलयूश्न के कारण प्रभावित होती है हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट में आपको हाइड्रोजन के आंतरिक दबाव के कारण छोटे क्रैक्स मिलते हैं और यह हाइड्रोजन कहां से आता है यह जंग लगने जैसी संक्षारक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनता है जो बहुत सामान्य है की कैथोडिक संरक्षण के साथ साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते है आम तौर पर आप संक्षारण को रोकने के लिए ऐसा करते हैं उनका एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है और बिजली उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टरों के उपयोग आपको उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है और आपको खुद की आवश्यकता के लिए ऑक्सीजन को हटाने के लिए रिएक्टर शीतलक में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है हालांकि इसका उपयोग ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है यह हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट बढ़ता है तो आपको एक लाभ मिलता है पर एक नुकसान भी होता है द्वयात्मकता हमेशा मौजूद रहती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हमेशा अच्छा होता है या हमेशा बुरा होता है आपके पास हमेशा इन दोनों का मिश्रण होता है और आपको जो नोटिस करना होगा वह यह है कि बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट का कारण बन सकता है ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस का उपयोग आपको समस्या देता है थोड़ी मात्रा मे भी इसके अवशेष एंब्रिटलमेंट कर सकते है और यदि आप ध्यान दें तो फेरिटिक आयरन्स हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं दूसरी ओर ऑस्टेनिटिक मिश्र धातुओं को अक्सर हाइड्रोजन के प्रभावों से मुक्त माना जाता है वास्तव में इस तरह का अवलोकन लाभप्रद है क्योंकि यदि आप अपने संक्षारक वातावरण को जानते हैं और एक्टिव पाथ डिस्सॉलयूश्न द्वारा क्रैक ग्रोथ की संभावना है तो स्टील की एक उपयुक्त गुणवत्ता का उपयोग कर सकते है दूसरी ओर यदि आप मुख्य रूप से हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट के देखते है तो ऑस्टेनिटिक स्टील्स के लिए जाएं तो आप मीडिया के माध्यम अपनी संरचना के लिए एक उपयुक्त सामग्री का चयन करके आप ऐसी समस्याओं को दूर करने या कम करने में सक्षम हैं और आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बाहर से नहीं आता है यह संक्षारक प्रतिक्रियाओं के कारण हो सकता है जैसे कि जंग लगना या कैथोडिक सुरक्षा या हाइड्रोजन जो जानबूझकर रिएक्टर कूलेंट में जोड़ा जाना ऑक्सीजन को हटाने के लिए आपको समस्याएं भी दे सकता है फिल्म इंडयूस्ड़ क्लैवेज दूसरा तरीका SCC एक फिल्म इंड्यूस्ड क्लैवज विकसित कर सकता है इसमें एक ब्रिटल फिल्म पर विकसित क्रैक एक डक्टाइल सामग्री को भेद सकती है परंतु क्रैक कुंदता के कारण रुक सकती है और मैंने यही कहा था कि प्लास्टिक विरूपण के कारण होने वाली क्रैक कुंदता फ्रैक्चर यांत्रिकी में फायदेमंद है और आप जानते हैं कई सुरक्षात्मक कोटिंग आप संक्षारक वातावरण को रोकने के लिए लगाते हैं सुरक्षात्मक कोटिंग सामान्य रूप से ब्रिटल हैं और क्रैक सतह से शुरू होती है और अंदर की ओर प्रवेश करती है और क्या होता है अगर एक बार क्रैक आ जाता है आपके पास एक ब्रिटल परत बन जाती हैं यदि यह ब्रिटल परत संक्षारण का एक उप उत्पाद है तो एक ब्रिटल कोट कुंद क्रैक टिप पर बन सकता है और सर्विस में संक्षारण के कारण क्रैक में वृद्धि हो सकती है यदि आप देखे तो इंजीनियरिंग की सफलता हमेशा विफलताओं को देखने और विफलता के कारण की पहचान करने और भविष्य में ऐसी विफलताओं को रोकने के लिए अपने डिजाइन या सामग्री के उपयोग को संशोधित या सुधारने का प्रयास करती है तो 1985 में स्विट्जरलैंड में एक दुर्घटना हुई थी एक स्विमिंग पूल में केवल 13 साल के उपयोग के बाद छत ढह गई 12 लोग मारे गए यह बहुत अच्छी बात है की वे मानव जीवन को महत्व देते हैं और वे इसे चुनौती के रूप में देखते हैं कि इस तरह की दुर्घटना का कारण क्या था और जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया छत को ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील की छड़ द्वारा जोड़ा गया था जो टेंशन में थी पोस्टमॉर्टम से पता चला की यह स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग के कारण विफल हुआ स्टेनलेस स्टील की आम धारणा क्या है जब आपके पास संक्षारक वातावरण होता है तो आप स्टेनलेस स्टील लगाते हैं जो संक्षारक नहीं होता है यदि आप माइल्ड स्टील लगाते हैं तो यह संक्षारित होता रहेगा और जंग लगती रहेगा तो एक सामान्य संक्षारक वातावरण में यदि आप स्टेनलेस स्टील लगाते हैं तो यह संक्षारित नहीं होगा लेकिन इस केस में क्या हुआ स्टेनलेस स्टील की छड़ें टेंशन में थीं जो लोड्स को सहारा दे रहे थी तो आप पाते हैं कि लोड और संक्षारक वातावरण के संयोजन ने क्रैक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जिसे स्ट्रेस संक्षारक क्रैकिंग कहते है और यहाँ फिर से आप पाते हैं कि ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील इसके लिए अतिसंवेदनशील है तो आप स्टील की एक उचित श्रेणी लेते हैं फिर आप इस समस्या से बच सकते हैं या कम कर सकते हैं और आइए देखें कि स्विमिंग पूल में क्या होता है यह बहुत ही संक्षारक वातावरण है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आप सभी तैराकी का आनंद लेते हैं आप जानते है विदेशों में क्योंकि तापमान सब ज़ीरो के नीचे तक पहुंच जाता है उन्हें स्विमिंग पूल गर्म करने की आवश्यकता होती है और बीमारी को रोकने के लिए वे पानी में क्लोरीन मिलाते हैं तो यह संक्षारण के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण बनाता है और यदि आप इसे संरचनात्मक विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इनडोर स्विमिंग पूल का वातावरण भवन निर्माण में पाए जाने वाले सबसे संवेदनशील वातावरण में से एक है पहली बात हमे पहचाना होगा की ऐसी जगहों पर समस्या हो सकती है आपको स्विमिंग पूल में मौजूद किसी भी संरचना को संभालने के लिए एक विशेष सामग्री का उपयोग करना होगा आप स्विमिंग पूल मे उपयोग होने वाले कई उपकरण के सम्पर्क में आते हैं जो स्टेनलेस स्टील से बना है वे लोड को सहारा नही देते वे सिर्फ आपको पकड़ देने के लिए हैंकी आप स्विमिंग पूल के अंदर जाए और बाहर आएउसे कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आपके पास एक छत है जो लोड को सहारा दे रही है और संक्षारक वातावरण में है और विफलता का कारण बनती है तो हमें दोनों के बीच अंतर को अलग करना होगा तो क्या है जिसे आपको देखना होगा क्लोरीन युक्त यौगिक जो कीटाणुशोधन के लिए उपयोग किया जाता है पूल वातावरण के माध्यम से पूल से दूरस्थ सतहों पर स्थानांतरित हो सकता है तो हुआ ये कि जब आपके पास स्टेनलेस स्टील की छड़ द्वारा समर्थित छत है वे क्लोरीन युक्त यौगिकों के संपर्क में थे ये यौगिक एक अत्यधिक संक्षारक फिल्म का उत्पादन कर सकते हैं जो फिल्म इंडयूस्ड़ क्लैवेज के माध्यम से SCC की उत्पति कर सकता है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है मानक स्टेनलेस स्टील ग्रेड जो पूल के पानी या पूलसाइड उपकरण में पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन करते हैं लोड धारक घटकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं आपको अपने इच्छित उद्देश्य से परे किसी सामग्री का दोहन नहीं करना चाहिए आपने संक्षारण से बचाव के लिए स्टेनलेस स्टील विकसित किया है इसका उपयोग कुछ प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है लोड धारक के लिए सुझाव के तौर पर एक स्विमिंग पूल में ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के लिए नहीं जाना है या तो आपको इसे संरक्षित करना होगा या इसे संक्षारक वातावरण से किसी तरह की सुरक्षात्मक कोटिंग या रोधन करना होगा और हम यह भी देखेंगे कि वे कौन से तरीके हैं जिनसे हम स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग से बच सकते हैं या कम कर सकते हैं और आप पाते हैं स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग को रोकने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो पहला कदम है पर्यावरण के साथ जाने के लिए एक उपयुक्त सामग्री का चयन करें और दूसरा कदम है क्रैक को बढ़ावा देने वाली रासायनिक चीजों को हटा दें ये सभी संभव हैं और तीसरा चरण है हम पहले से ही देख चुके हैं एक्टिव पाथ डिस्सॉलयूश्न के केस में टेन्साइल स्ट्रेसेस क्रैक के बढ़ने के लिए सही वातावरण का कारण बनता है तो आप विनिर्माण प्रक्रिया को देखते हैं साथ ही साथ टेन्साइल स्ट्रेसेस और संक्षारण की संभावना को कम करने के लिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि स्ट्रेस और संक्षारण का संयोजन स्ट्रेस संक्षारक क्रैकिंग का कारण बनता है तो आप दोनों को संबोधित करते हैं पहले में आपने उपयुक्त सामग्री को देखा है दूसरे में एक रासायनिक प्रकार जो क्रैक को बढ़ावा देती है तीसरे में आप अपने डिजाइन संरचना में टेन्साइल स्ट्रेस के अस्तित्व को कम करने या खत्म करने को देखते है यह बहुत महत्वपूर्ण है की इन सब के साथ आप निरंतर निरीक्षण और निवारक रखरखाव के लिए जाएं यह बहुत महत्वपूर्ण है जिस क्षण आप एक डैमेज टॉलरैन्ट डिज़ाइन दृष्टिकोण के लिए आते हैं आपको निरंतर निरीक्षण करना होगा इससे बचने का कोई उपाय नहीं है ये साथ साथ चलते हैं क्रीप फिर हम क्रैक ग्रोथ के अगले मॉडल पर जाते हैं क्रीप क्या है यह एक समय और तापमान पर निर्भर विकृति है जो तब होती है जब एक सामग्री को लंबे समय तक भार के अधीन किया जाता है देखिए सामान्य उदाहरणों में से एक जिसका उपयोग लोग क्रीप को समझाने के लिए करते हैं आपने सड़क पर डाले गए टार को देखा होगा अगर वह रखे गए कंटेनर से बाहर गिरा है तो समय के साथ साथ यह फैलता जाएगा बिना स्पष्ट बाहरी भार के यह लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा यह आप सामान्य तापमान पर देखते हैं उच्च परिचालन तापमान पर धातुओं के केस में भी यही घटना होती है यदि सामग्री में क्रीप होता है भले ही लोड स्थिर रहता है तो विस्तार में वृद्धि जारी रहेगी यह उल्लेख मैंने टार के केस मे किया है यही उच्च तापमान पर धातुओं के केस में होता है और एक क्रीप क्रैक कैसे बढ़ता है सूक्ष्म संरचना विषमताओ में वॉइडस या छिद्रों का न्यूक्लियेशन जो की बढ़ता जाता है और मिलकर क्रैक की वृद्धि करता है तो जिस तरह क्रीप से होने वाली क्षति अलग है स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग से होने वाला क्रैक ग्रोथ अलग है इसी तरह फटिग से क्रैक की वृद्धि अलग है लोगों ने विश्लेषण किया है और मॉडल बनाए हैं यह समझाने के लिए कि व्यवहार में क्या देखा जाता है तो क्रीप के केस में यह अनिवार्य रूप से सूक्ष्म संरचना विषमताओं में वॉइडस या छेद का न्यूक्लियेशन है जो बढ़ता है और मिल कर क्रैक बनाता है तो भौतिक प्रक्रिया अलग है कई उदाहरणों में आप पाएंगे कि क्रैक ग्रोथ आम तौर पर सतह से हुई है यह एक बहुत ही सामान्य बात है आप जानते हैं आपके पास कॉम्पोनेंट के बनने के बाद उसकी सतह पर सील की एक मोहर है यहां तक कि यह भी क्रैक को बढाने के लिए एक कारण हो सकता है इसलिए जब आपके पास एक क्रैक है जो सतह से बढा है तो संक्षारक वातावरण इसे आगे बढ़ाने में और भी सहायक होगा तो यही यहां उल्लेख किया गया है क्रैक सतह से आगे बढ़ता है और संक्षारण के कारण कॉम्पोनेंट जीवन आगे प्रभावित होता है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है परिचालन तापमान बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पास सेवा की स्थिति के कई अन्य पहलू हैं जो क्रीप में योगदान करते हैं तो आपको परिचालन तापमान धारण अवधि लोडिंग फ्रिक्वेन्सी लोडिंग के प्रकार और परिमाण मेकैनिकल गुणों और कॉम्पोनेंट के सूक्ष्म संरचना को देखना होगा इसलिए जब आप पाते हैं कि बहुत सारे मापदंड हैं जो प्रभावित करते हैं तो आपको यह एक संभावना भी प्रदान करता है की इन मापदंडों को समझदारी से इस्तेमाल कर क्रीप द्वारा क्रैक ग्रोथ को कम कर सकते है' यह समझ कर की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्रीप क्रैक व्रद्धि होती है आप इसे कम करने की कोशिश करते हैं आपको पता है अब तक हमने अलग से फटिग देखी है स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग और क्रीप अलग लेकिन वास्तव में आप इनका संयोजन पाएंगे वे अलग अलग मौजूद नहीं होते हैं और अब हम देखते हैं कि संक्षारण फटिग क्या है यदि विफलता फटिग और SCC की संयुक्त कार्रवाई के कारण है तो यह संक्षारण फटिग है कोरोजन फटिग तो कई व्यावहारिक मामलों में आप हमेशा SCC फटिग और संक्षारण फटिग का एक संयोजन पाते हैं और वे विफलता में योगदान करते है हम एक उदाहरण को देखेंगे फिर आप समझेंगे कि ऐसा संयोजन कैसे मौजूद है तो एक विमान के केस को ले लो बारिश के कारण एक स्थिर विमान में क्रैक्स दिखाई दे सकती हैं और यहां क्रैक की व्रद्धि स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग के कारण होता है फिर क्या होता है आप टरमैक में विमान को स्थानांतरित करते हैं इसलिए आपके पास लोडिंग में उतार चढ़ाव होता है और इससे जंग की फटिग की शुरुआत होती है यादृच्छिक कंपन अध्ययनों में भार के उतार चढ़ाव का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है वे वास्तव में देखते हैं कि भू भाग कैसा हैं और यादृच्छिक लोडिंग कैसे हो रही है इत्यादि और इसके आगे यह बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है कि वे लोडिंग के उतार चढ़ाव का अध्ययन करते हैं और जो हम यहां देखते हैं एक क्रैक के अस्तित्व के साथ लोडिंग उतार चढ़ाव का एक संयोजन है जिससे संक्षारण फटिग की शुरुआत होगी और क्या होता है फिर विमान हवा में उड़ता है और ऊंचाई पर परिभ्रमण करता है परिवेशी बाहरी तापमान माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड जितना कम होता है जहां संक्षारण व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय होता है फटिग ही विमान विफलता का प्रमुख कारण है यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है आप जानते हैं आप देखते हैं आप पाते हैं कि बारिश के कारण स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग होती है फिर टरमैक में पार्क करने के कारण आप पाते हैं कि विमान में लोड फ्लक्चूऐशन होता है तो आप संक्षारण फटिग की शुरुआत पाते हैं जो की उड़ान मे जारी है जैसे फटिग क्रैक ग्रोथ है लिक्वड मेटल एंब्रिटलमेंट और अन्य क्रैक ग्रोथ मैकेनिज्मस है लिक्वड मेटल एंब्रिटलमेंट कुछ लिक्वड मेटल्स जैसे मर्करी ज़िंक लैड और कैडमियम की उपस्थिति में मेटल्स का कोरोसिव डिग्रेडेशन होता है और जैसा कि हमने हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट के केस में देखा था वहाँ भी हमने देखा कि बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन समस्या का कारण बन सकता है यहां आपको यह भी पाते हैं कि तरल धातु की बहुत कम मात्रा एंब्रिटलमेंट का कारण हो सकता है और वे कहां से आते हैं ये ब्रेज़िंग सोल्डरिंग वेल्डिंग हीट ट्रीटमेंट या हॉट वर्किंग जैसी निर्माण प्रक्रियाओं के कारण समाविष्ट हो सकते है ये बुनियादी विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं यही कारण है कि लोगों ने महसूस किया कि संरचना का प्रदर्शन निर्माण पद्धति और डिजाइन दोनों पर निर्भर करता है तो यही कारण है कि अब लोग एकीकृत विनिर्माण और डिजाइन के लिए जा रहे हैं यह केवल संरचना के अंतिम आयाम नहीं हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि यह कैसा प्रदर्शन करने जा रहा है संरचना कैसे बनाई गई है निर्माण प्रक्रियाएं क्या हैं जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं इनका संरचना के प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ता है तो आपको विनिर्माण मुद्दों को समान रूप से संबोधित करना होगा और SCC के समान ही उसी तरह जिस तरह SCC को आरंभ करने के लिए एक स्थानीय संक्षारण घटना की आवश्यकता होती है LME के केस में एक स्थानीय रासायनिक हमला आमतौर पर अग्रदूत होता है तो क्रैक स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग के केस में संक्षारण घटना सहयोगी है तरल धातु के एंब्रिटलमेंट के केस में एक रासायनिक हमला एक अग्रदूत है और LME की एक विशिष्ट विशेषता है यह धीमी से तेज गति से क्रैक विकास का तीव्र संक्रमण दिखाता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि वृद्धि LME द्वारा उपजी है और आप इसे कैसे कम कर सकते हैं आप इसे सतह की उचित प्रशोधन द्वारा कम कर सकते हैं इसलिए ऐसा करने से वे LME के प्रतिरोध को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं इसलिए इन प्रक्रियाओं को देखकर हमने यह भी सीखा कि किस तरह से आप इन मैकेनिज्मस द्वारा क्रैक ग्रोथ को कम कर सकते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है फटिग के केस में यदि आपके पास बहुत चिकना सतह है तो आप फटिग में क्रैक के आरभ में देरी कर सकेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण शोधों में से एक है लोग फटिग और स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग के केस में उपयुक्त सामग्री का चयन करे और संक्षारक वातावरण को कम करे LME के केस में सतह के उपयुक्त प्रशोधन के लिए जाएं तो आपके पास क्रैकवृद्धि को कम करने या देरी करने का साधन है और जब भी आप सतह के प्रशोधन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा यह अत्यधिक सावधानी के साथ संचालित किया जाना चाहिए क्योंकि सतह की परत को नुकसान क्रैक को प्रेरित कर सकता है आपको पता है जब भी आप एक सतह पर कोटिंग करते है तो यहां तक कि सतह कोटिंग में एक छोटी सी दरार समय के साथ ध्यान नहीं दी गई तो तो इससे संक्षारण लग सकता है इसलिए कोटिंग लगाने के बाद आपको इसका निरीक्षण करना होगा और समय समय पर उन पैच की मरम्मत करनी होगी यह बहुत महत्वपूर्ण है फ्रैक्चर मैकेनिज्म अब हम फ्रैक्चर मैकेनिज्मस पर आगे बढ़ते हैं हमने पहले ही देखा है कि दो महत्वपूर्ण फ्रैक्चर मैकेनिज्मस हैं एक ब्रिटल फ्रैक्चर है और एक डक्टाइल फ्रैक्चर है ब्रिटल फ्रैक्चर को क्लैवेज के रूप में जाना जाता है डक्टाइल फ्रैक्चर को रप्चर के रूप में भी जाना जाता है और हम देखेंगे कि फ्रैक्चर मैकेनिज्मस कैसे क्रैक ग्रोथ मैकेनिज्मस से अलग हैं आपको एक अंतर बनाना होगा ये क्रैक ग्रोथ के विपरीत कैसे होते हैं हालांकि हमारे पास दो फ्रैक्चर मैकेनिज्मस हैं अधिकांश सेवा विफलताएं डक्टाइल फ्रैक्चर द्वारा होती हैं क्रैक टिप के पास स्थानीय क्षेत्र प्लास्टिकली विकृत है समग्र रूप से संरचना अभी भी एक ब्रिटल फैशन में व्यवहार करती है लेकिन यदि आप फ्रैक्चर के मैकेनिज्मस को देखते हैं तो आप सूक्ष्म रूप से ब्रिटल और डक्टाइल के रूप में इसे वर्गीकृत करते हैं इसलिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चर्चा करने और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम जो समझते हैं उसे चित्रित करना होगा अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल को देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फ्रैक्चर को ब्रिटल के साथ साथ डक्टाइल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है लेकिन दोनों में संरचना एक मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण से ब्रिटल फैशन में व्यवहार करती है और इसके विपरीत क्रैक के वृद्धि के लिए फ्रैक्चर एक बहुत तेज प्रक्रिया है और यह मैंने कहा था कि दोनों फ्रैक्चर बहुत तेज हैं क्लीविज फ्रैक्चर में क्रैक1660 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है डक्टाइल फ्रैक्चर मे यह 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है आप जानते हैं यदि आप एक रेसिंग कार को देखते हैं जो लगभग 100 मीटर प्रति सेकंड की यात्रा करती है तो यह स्वयं एक बहुत ही उच्च गति है और कल्पना करे की एक क्रैक 500 मीटर प्रति सेकंड की यात्रा करती है यह वास्तव में बहुत तेज है यह केवल विस्तार पर ध्यान देने के लिए है आप पाते हैं कि एक ब्रिटल फैशन में विफल रहता है दूसरा एक डक्टाइल फ्रैक्चर मे और हम मैकेनिज्म को भी देखेंगे और वे मैकेनिज्म एक स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों एक क्रैक फ्रैक्चर बहुत तेज है और क्यों एक डक्टाइल फ्रैक्चर अपेक्षाकृत धीमा है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा क्रैक वृद्धि की तुलना में दोनों बहुत तेज प्रक्रियाएं हैं ब्रिटल फ्रैक्चर क्लीविज फ्रैक्चर क्या है तो आप जो पाते हैं कि क्लीविज के केस में यह अटॉमिक प्लेन्स से अलग हो रहा है और यहां फिर से आपके पास क्रैक की नोक के पास ग्रेन की एक आवर्धित तस्वीर है तो आपको यह समझना होगा कि यह एक बहुत ही आवर्धित चित्र है और यहां एक काली रेखा के रूप में जो दिखाया गया है वह अटॉमिक प्लेन्स से विभाजित है हर एक में एक क्रिस्टल होता है और उनके प्लेन्स हर ग्रेन से ग्रेन मे अलग तरह से उन्मुख होते हैं तो विभाजित प्लेन भी ग्रेन से ग्रेन में भिन्न होगी और वे अलग अलग उन्मुख होते हैं जो एक फैस्टिड फ्रैक्चर का कारण बनता है आप इसका एक साफ चित्र बनाते हैं और क्या होता है क्रैक हर बार एक पूर्ण ग्रेन्स के माध्यम से आगे बढ़ती है तो यही कारण है कि ग्रेन्स द्वारा उत्पन्न यह क्रैक बहुत तेज है और जब आप एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में जाते हैं तो V प्लेन का अभिविन्यास अलग होता है और आप अभी एनीमेशन का निरीक्षण करे आप पाएंगे कि यह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है आपके पास इस तरह से बढ़ी हुई क्रैक है एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आप पाएंगे कि क्रैक सीधे बढ़ी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप इन सभी विविधताओं को देखेंगे और फ्रैक्चर सतह की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं फ़ैसिट् सपाट हैं और इसलिए पड़ते हुए प्रकाश के अच्छे परावर्तक हैं तो आप पाएंगे कि ब्रिटल फ्रैक्चर के केस में सतह बहुत चमकदार है वास्तव में यदि आप पेर्सपेक्स लेते हैं और यदि यह विफल रहता है तो यह प्रकृति में ब्रिटल होगा आपके पास बहुत अच्छी पॉलिश सतह होगी दूसरी ओर यदि आप एल्यूमीनियम या स्टील लेते हैं तो आपके पास एक डक्टाइल फ्रैक्चर होगा हालांकि शुरू में सतह चमकदार होती हैधातुओं के केस में ऑक्सीडेश्न के कारण सतह मंद हो जाती है तो जो आप यहां पाते हैं क्रैक ग्रेन से ग्रेन आगे बढ़ाता है और कमजोर सतह अलग होते हैं तो आप एक प्रकार की फैस्टिड क्रैक पाते हैं यह इसकी विशेषता है और क्योंकि यह हर ग्रेन से ग्रेन द्वारा स्थानांतरित होता है यह प्रक्रिया बहुत तेज है और आपके पास इस तरह के फ्रैक्चर के दो वर्गीकरण भी हैं एक ट्रांसग्रेनुलर है जो कि हमने अभी देखा था और यह कहता है कि अधिकांश धातुएं ट्रांसग्रेनुलर फ्रैक्चर से विफल होती हैं तो यह वह मॉडल है जिसमें आपके पास ग्रेन है और आपके पास क्रैक्स हैं प्रत्येक ग्रेन अलग अलग दिशाओं में उन्मुख हैं और आप वर्गीकृत करते हैं अगर कोई विफलता इस तरह हुई है तो यह ट्रांसग्रेनुलर है आप इसे योजनाबद्ध भी करते हैं यह महत्वपूर्ण है आपके पास ये क्रैक्स हैं जो ग्रेन्स के बीच में से हो कर जाती है और यह अधिकांश धातुओं में देखी गई सामान्य विफलता है और आपके पास एक और प्रक्रिया है हमने पहले ही देखा है कि स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग के केस में ग्रेन्स के साथ क्रैक ग्रोथ हुआ है तो इसे इंटरग्रेनुलर फ्रैक्चर कहा जाता है धातुओं के केस में इंटरग्रेनुलर फ्रैक्चर केवल एक अपवाद है बजाय मोनोटोनिक लोडिंग के नियम के अंतर्गत तो आपको मोनोटोनिक लोडिंग के तहत समझना होगा यह केवल एक अपवाद है और इंटरग्रेनुलर के केस में फ्रैक्चर ग्रेन बाउन्ड्रीस के साथ होता है और यह आमतौर पर एक आक्रामक वातावरण और उच्च तापमान द्वारा बढ़ाता है क्रैक वृद्धि के संदर्भ में हमने इनमें से कुछ को पहले ही देख लिया है फ्रैक्चर के केस में भी एक आक्रामक वातावरण और उच्च तापमान इंटरग्रेनुलर प्रकार के फ्रैक्चर को प्रेरित करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं डक्टाईल रप्चर क्या है आप जानते हैं आपको यह समझना होगा कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या समाविष्ट होता है उनमें बड़ी संख्या में दूसरे चरण के कण होते हैं ये सब मैटलर्जी मे समझा जाता है जब तक आप इसमें नहीं समझते मिश्रधातु कैसे बनाई जाती है और किस तरह के मुद्दे हैं आप इसकी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे और न ही विभिन्न कणों को पहचान पाएंगे ये आपको समझने में मदद करता है कि वे क्या प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा डक्टाईल रप्चर होता है तो आपके पास बड़े कण हो सकते हैं जो आकार 1 से 20 माइक्रोमीटर के होते हैं जब मैं बड़े कणों को कहता हूं तो वे एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं और वे क्या हैं वे आमतौर पर मिश्र धातु तत्व होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन वे मौजूद हैं यह अपरिहार्य है फिर आपके पास मध्यवर्ती कण होते हैं आकार सीमा 50 से 500 नैनोमीटर है वे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं बड़े कण ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं मध्यवर्ती कण केवल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं और वे मिश्र धातु तत्वों के यौगिक हैं जो की स्ट्रेंथ के लिए बहुत आवश्यक हैं आप चाहते की ये रहे इसीलिए आप मिश्र धातु तत्वों को मिलते हैं इस प्रक्रिया आपके पास बड़े कण हैं आखिरकार आप यह चाहते हैं इसलिए जब मेरे पास बड़े और मध्यवर्ती होते हैं तो मेरे पास छोटे कण भी होने चाहिए और उन्हें अवक्षेप कणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो 5 से 50 नैनोमीटर हैं बहुत बहुत छोटे वे जानबूझकर हीट ट्रीटमेंट और एजिंग के द्वारा विकसित होते हैं और उनकी भूमिका क्या है वे आवश्यक यील्ड स्ट्रेंथ प्राप्त करने में मदद करते हैं देखेये ये सभी धातुविदों के क्षेत्र में आते है और आप भौतिक वैज्ञानिकों को जानते हैं वे उच्च स्ट्रेंथ मिश्र धातुओं का विकास करते हैं और वे उच्च स्ट्रेंथ मिश्र और उच्च ट्फ्नेस का संयोजन भी बनाना चाहते हैं इसलिए उन्हें यह पता लगाना होगा कि किस तरह की प्रक्रियाएं उन्हें ऐसा करने में मदद करेंगी तो उन्होंने पाया की उपयुक्त हीट ट्रीटमेंट और एजिंग से आवश्यक यील्ड स्ट्रेंथ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और हमें देखना होगा की कम लोड मे ये कण कैसे व्यवहार करते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दरार टिप के पास स्ट्रेस के बहुत उच्च मान हैं जो आपको प्लास्टिक विरूपण दे सकते हैं बड़े मध्यवर्ती और अवक्षेप कण इस प्लास्टिक विरूपण का जवाब कैसे देते हैं डक्टाइल फ्रैक्चर बड़े कण ब्रिटल होते हैं वे आसपास के मैट्रिक्स के प्लास्टिक विरूपण को समायोजित नहीं कर सकते इसे देखते हुए वॉइडस बन जाते है और बड़े कण इस तरह से भूमिका निभाते हैं कि वे डक्टाइल फ्रैक्चर के समय और स्थान का निर्धारण करते हैं और जो बताया गया है वे डक्टाइल फ्रैक्चर की प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभाते हैं वे समय और स्थान निर्धारित करते हैं फिर मध्यवर्ती कणों का क्या होता है मैट्रिक्स और छोटे वॉइडस के साथ मध्यवर्ती कण ढीले सम्बद्धता बनते हैं और संक्षेप में फ्रैक्चर मध्यवर्ती कणों द्वारा प्रेरित है और आपके पास क्या है आपके पास ये छोटे वॉइडस हैं और ये वॉइडस स्लिप द्वारा बढ़ते हैं यही कारण है कि हमने स्लिप पर समय बिताया हमने टेंशन परीक्षण से सीखा है कि आपके पास शियर लिप हैं और आप पाते हैं कि ये वॉइडस स्लिप से बढ़ते हैं और वॉड्स के बीच की सामग्री नेक डाउन होती है इसे माइक्रो नेकींग कहा जाता है नेकिंग एक सूक्ष्म पैमाने पर होती है जिसके परिणामस्वरूप कुल बढ़ाव छोटा होता है देखें अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की गतिविधि पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमें एक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है कि सतह खुरदरी क्यों है यह धीमी क्यों है और इसी तरह और भी यह केवल तभी संभव है जब आप माइक्रो स्केल लेवल पर देखते हैंमाइक्रो स्केल लेवल पर आप पाते हैं कि वॉइडस बनते हैं वॉइडस बढ़ते हैं माइक्रो नेकिंग द्वारा उनके बीच मटेरियल की नेकिंग से वॉइडस बढ़ती हैं और क्रैक आंगे बढ़ते है अब एनीमेशन को देखिए जो कि डक्टाइल फ्रैक्चर की घटना का व्याख्या करते हैं हमने पहले ही देखा है कि क्रैकटिप पर पर्याप्त प्लास्टिक विरूपण के कारण डक्टाइल फ्रैक्चर होता है और आपके पास पहले बड़े कण है उन्हे ढीला होने दे या टूटने दें ये क्रैकटिप के पास व्यापक रूप से फैला हुआ छेद बनाते हैं वास्तव में आप एनीमेशन को एक साथ देख सकते हैं लेकिन आप बाद में विशेष रूप से एनिमेशन को देखने में अपना समय बिता सकते हैं अब हम चरणों को देखते हैं बड़े कणों को ढीला होने या टूटने देने के बाद छोटे कणों के असंख्य छेद बनते हैं और क्या होता है कि ये छेद या वॉइडस फ्रैक्चर को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं और जो आप यहां पाते हैं कि वह छेद आपस में मिलकर क्रैक को बढ़ते हैं एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक ज़िगज़ैग फैशन में और एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यह सीधे आगे बढ़ रहा है जिसे ऐरो द्वारा दिखाया गया है और अनियमितता के कारण फ्रैक्चर सतह प्रकाश को फैलाती है और हल्की ग्रे दिखती है तो अब हम एनीमेशन पर करीब से नज़र रखेंगे यह इसके अंतिम भाग को दर्शाता है जहां माइक्रो नेकिंग के कारण वॉइडस शामिल हो जाते हैंऔर आपके पास क्रैक का प्रसार होता है यहां से प्रक्रिया शुरू होती है प्रारंभ में बड़े कण टूट जाते हैं फिर आपके पास असंख्य छिद्रों का निर्माण होता है वे माइक्रो नेकिंग द्वारा विफल हो जाते हैं और क्रैक आगे बढ़ जाती है और आप देखते हैं कि जब आपके पास क्रैक प्रसार के बाद यह माइक्रो नेकिंग होती है तो कण हट जाते हैं तो आप पाते हैं कि सतह चिकनी नहीं है इसमें घाटियां और टीले हैं वास्तव में आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उचित आवर्धन पर यह देख पाएंगे आप जानते हैं कि आपको जिन आदतों को विकसित करना है उनमें से एक है पुस्तकों को देखना और अधिक जानकारी प्राप्त करना वास्तव में यदि आप ब्रोक की पुस्तक को देखते है तो आपके पास एल्यूमीनियम मिश्र धातु में बड़े कणों के टूटने को दिखाने वाले माइक्रोग्राफ होंगे और उसके बाद सतह के एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तसवीरें होगी जो घाटियां और उभार देखा रही होगी जो बताता है कि क्यों सतह एक डक्टाइल फ्रैक्चर में खुरदुरा है हम फिर से एनीमेशन को देखेंगे इसमें शामिल प्रक्रियाओं की जानने पर आपको कुछ और स्पष्टता मिलेगी तो बड़े कण टूट जाते हैं इसके बाद मध्यवर्ती कण हटा दिए जाते हैं और छेद बनाते हैं जिसके बाद माइक्रो नेकिंग होती है तो इस वर्ग में हमने क्या देखा है शुरुआत में हमने फटिग क्रैक ग्रोथ मॉडल पर कुछ स्पष्टीकरण देखे बाद में हम विभिन्न तरीकों से देखने के लिए आगे बढ़े स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग हो सकता है हमने एक्टिवपाथ डिस्सॉलयूश्न को देखा है फिर हाइड्रोजन एंब्रिटलमेंट और अंत में फिल्म इंडयूस्ड़ क्लैवेज फिर हम एक और क्रैक ग्रोथ तंत्र पर चले गए अर्थात् क्रीप एक वास्तविक संरचना में आपके पास इनमें से कई का संयोजन होगा विमान के एक उदाहरण के केस मे हमने देखा कि एक क्रैक स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग द्वारा शुरू की जा सकती है जो आगे बढ़ती है जबकि विमान संक्षारण फटिग के रूप में होता है और वास्तविक रूप में क्रैक एक फटिग प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ती है तो वास्तव में कई संरचनाओं में इनमें से कई क्रैक ग्रोथ तंत्रों का संयोजन संभव होगा अंत में हमने यह भी देखा कि तरल धातु के एंब्रिटलमेंट के कारण क्रैक ग्रोथ मैकेनिज्म क्या है फिर हम फ्रैक्चर मैकेनिज्म पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़े हमने ब्रिटल फ्रैक्चर साथ ही एक डक्टाइल फ्रैक्चर को देखा है तो संक्षेप में इस अध्याय में हमने अधिक विस्तार से देखा है कि क्रैक ग्रोथ और फ्रैक्चर मैकेनिज्म क्या हैं वास्तव में यह स्लाइड फटिग की क्रैक ग्रोथ प्रक्रिया को संक्षेप में बताती है जहां आप देख सकते हैं हर चक्र मे क्रैक एक वृद्धिशील मात्रा से बढ़ती है इसके विपरीत आप एक फ्रैक्चर के केस में पाते हैं पहले हमने ब्रिटल फ्रैक्चर लिया है क्रैक बहुत तेजी से चलती है और यह ग्रेन प्रति ग्रेन बढ़ता है और आपके पास यहां चित्रित डक्टाइल फ्रैक्चर है डक्टाइल फ्रैक्चर में शामिल प्रक्रियाएं अलग हैं और एक अर्थ में यह ब्रिटल फ्रैक्चर की तुलना में धीरे धीरे चलती है लेकिन अगर हम क्रैक ग्रोथ के साथ इसकी तुलना करते हैं तो दोनों फ्रैक्चर मैकेनिज्म काफी तेज प्रक्रियाएं हैं धन्यवाद